नमस्कार आप सभी को अब प्रोजेक्ट के शेष भाग को शुरू करते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोग्राम मैनेजमेंट हमने पहले ही प्रोजेक्ट के इस इवैल्यूएशन को देखा है अब हम इस प्रोग्राम मैनेजमेंट भाग को देखते हैं तो इस व्याख्यान में हम पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे फिर क्या लाभ होगा कैसे लाभ मैनेज किया जा सकता है इसलिए प्रोग्राम मैनेजमेंट में जाने से पहले अब देखते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम से क्या मतलब है प्रोजेक्ट हम पहले ही देख चुके हैं तो प्रोग्राम का मतलब है कि वहाँ कई परिभाषाएँ हैं एक परिभाषा DC फ़र्न्स DC Ferns द्वारा दी गई है तो इस परिभाषा के अनुसार प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स का एक समूह हैयह प्रोजेक्ट्स का एक कलेक्शन है कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मैनेज्ड किया जाता है यह संभव नहीं होगा कि प्रोजेक्ट्स को स्वतंत्र रूप से मैनेज्ड किया जाए इसलिए यदि प्रोजेक्ट्स स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा मैनेज किये जायेंगे तब इससे मिलने वाले लाभ लगभग नेग्लिजिब्ले होंगे दूसरे शब्दों में यदि प्रोजेक्ट्स के एक समूह को कोऑर्डिनेटेड तरीके से कलबोरेटिवे तरीके से मैनेज किया जा सकता है तो संभव लाभ जो उच्च पर होना चाहिए अगर प्रोजेक्ट्स को स्वतंत्र रूप से मैनेज किया जाएगा तो लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के बीच अंतर क्या है आइए हम फिर से याद करें कि एक प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स का एक समूह है जो एक कलबोरेटिवे तरीके से मैनेज किया जाता है एक लाभकारी तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए अगर प्रोग्राम्स को स्वतंत्र रूप से मैनेज किया जाता तो यह संभव नहीं होगा अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कौन से प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं nये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं इसलिए स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स का एक समूह है और एक संग्रह है जो एक ही स्ट्रेटेजी को लागू करते हैं केवल उन प्रोजेक्ट्स के समूह का पालन करेंगे वे एक स्ट्रेटेजी को लागू करेंगे जिसके कारण उन्हें एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के रूप में जाना जाता है बुसिनेस साइकिल प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स के समूह हैं जो एक आर्गेनाईजेशन के बिज़नेस प्लानिंग साइकिल के भीतर होता है तो एक विशेष बिज़नेस प्लानिंग साइकिल के भीतर कौन सी श्रेणी के प्रोजेक्ट्स किसी आर्गेनाईजेशन के शुरू होने पर प्रोजेक्ट्स के कौन से समूह को बिज़नेस प्लानिंग साइकिल के रूप में जाना जाता है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं ये प्रोजेक्ट्स के समूह हैं जो गतिविधियों कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके मेंटेनेंस को पहचानने का प्रदर्शन कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का समूह वे कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की कुछ गतिविधियाँ करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस यही कारण है कि इस प्रोग्राम को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है तो फिर R और D डेवलपमेंट या रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स R और D प्रोग्राम्स के रूप में अधिक लोकप्रिय हैं ये समझना बहुत आसान है तो ये प्रोजेक्ट्स के समूह हैं जो कुछ नए प्रोडक्ट्स को डेवेलोप करने में शामिल हैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ करंट रिसर्च वर्क पर आधारित है तो यह रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रूप में जाना जाता है या Rऔर D प्रोग्राम फिर इनोवेटिव पार्टनरशिप्स इसलिए अब इन दिनों कई कंपनियां कुछ कलबोरेटिवे प्रोजेक्ट्स करती हैं वे कुछ प्रोजेक्ट्स को संयुक्त रूप से सहयोग करते हैं तो इस तरह का प्रोजेक्ट्स इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के समूह हैं जो विभिन्न ऑर्गनिज़तिओन्स द्वारा सहयोग पर आधारित हैं और यह इनोवेटिव पार्टनरशिप्स के रूप में जानी जाती है यहां प्रोजेक्ट्स विभिन्न ऑर्गनिज़तिओन्स द्वारा किए गए कुछ सहयोगात्मक कार्यों पर आधारित हैं हमने पहले ही देख लिया है कि एक प्रोजेक्ट क्या है अब हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम क्या है अब देखते हैं कि प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या अंतर है क्यों रिसोर्सेज के लिए रिसोर्स एलोकेशन या प्रोग्राम के लिए रिसोर्स एलोकेशन यह अंत उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है वे सिस्टम एनालिस्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्रामर कोडर वगैरह हो सकते हैं इसलिए रिसोर्स को विभिन्न प्रोजेक्ट या विभिन्न प्रोग्राम्स के लिए कैसे आवंटित किया जा सकता है इससे पहले इस रिसोर्स एलोकेशन को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच क्या अंतर हैं इसलिए मुख्य रूप से प्रोग्राम मैनेजर्स वह एक साथ कई प्रोजेक्ट को संभालने के लिए जिम्मेदार है जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर वह एक समय में केवल एक प्रोजेक्ट करता है इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर्स के पास उसके तहत काम करने वाले सभी स्किल रिसोर्सेज के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास व्यक्तिगत संबंध नहीं है इसलिए रिसोर्सेज के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध है प्रोग्राम का उद्देश्य रिसोर्स मैनेजर का अनुकूलतम उपयोग करना है आप रिसोर्सेज का कितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं लेकिन प्रोग्राम मैनेजर्स का उद्देश्य यह है कि रिसोर्सेज की माँग को कम से कम कैसे किया जाए वह किस तरह से माँगों को कम कर सकता है कैसे वह रिसोर्सेज की माँगों को कम से कम कर सकता है फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के मामले में प्रोजेक्ट लगभग वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी लगभग प्रोजेक्ट समान होती हैं लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उन प्रोजेक्ट का उपयोग करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अधीन जो प्रोजेक्ट हैं वे यूनिक दिखाई देते हैं वे समान नहीं हैं वे प्रोजेक्ट हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अधीन हैं वे यूनिक हैं ये प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच अंतर हैं इसलिए रिसोर्सेज को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया जा सकता है अब हम इन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स को देखते हैं इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट को देखना होगा इसलिए वास्तव में हमें इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट को जानने से पहले स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स का पता होना चाहिए रस्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केवल एक स्ट्रेटेजी पे लागु होते है इसलिए अब हम इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हैं यह प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक अलग रूप है वास्तव में शीर्षक रस्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट होना चाहिए तो एक रस्ट्रेटेजिक प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक अलग रूप है जहां प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो है वे सभी एक सामान्य उद्देश्य में योगदान करते हैं वे सभी एक ही स्ट्रेटेजी के लिए काम करते हैं तो यह प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक और रूप है जहां प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो हैं और वे सभी एक सामान्य उद्देश्य में योगदान करते हैं यह OGC एप्रोच पर आधारित है जहां OGC सरकारी कार्यालय के लिए खड़ा है पहले इसे CCT के रूप में दिखाया गया था इसलिए हमें जो प्रारंभिक योजना दस्तावेज का उपयोग करना है वह एक प्रोग्राम मैंडेट है तो अब देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है पहला दस्तावेज़ जो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए आवश्यक है एक प्रोग्राम मैंडेट है तो यह इनिशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जिसे प्रोग्राम मैंडेट के रूप में जाना जाता है प्रोग्राम मैंडेट निम्नलिखित बातों का वर्णन करता है यह नई सेवाओं या क्षमताओं का वर्णन करता है जो प्रोग्राम को डिलीवर करना चाहिए तो क्या सेवाओं या क्या क्षमताए है जो प्रोग्राम की डिलीवर विशेष रूप से नई हैं जब प्रोग्राम को डिलीवर किया जाना है फिर कैसे एक आर्गेनाईजेशन में सुधार किया जाएगा सुझावआर्गेनाईजेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तो उन सभी सुझावों को भी प्रोग्राम मैंडेट में रखा जाना चाहिए फिर ऑर्गनिज़तिओनल गोल्स के साथ फिट होने चाहिए इसलिए जो भी सेवाएं या क्षमताएं ऐसा करेंगी वही परफॉर्म करेंगे इसलिए उन्हें ऑर्गनिज़तिओनल गोल्स के लिए उपयुक्त होना चाहिए या यह वितरित करेगा ऑर्गनिज़तिओनल गोल्स क्या हैं तो इन सर्विसेज कैपेबिलिटीज के साथ साथ आर्गेनाइजेशन को मौजूदा ऑर्गनिज़तिओनल गोल्स या उद्देश्यों के साथ फिट किया जाना चाहिए एक प्रोग्राम निदेशक ने योजना के लिए एक चैंपियन नियुक्त किया इसलिए आम तौर पर इस तरह की योजनाओं के लिए एक प्रोग्राम निदेशक को एक चैंपियन नियुक्त किया जाता है इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोग्राम बनाने के लिए पहला दस्तावेज एक प्रोग्राम मैंडेट है अब हमें देखना होगा कि अन्य दस्तावेजोका प्रोग्राम बनाते समय इसका उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग करना चाहिए अब पहले एक ब्रीफ प्रोग्राम जैसा कि नाम से पता चलता है प्रोग्राम के विवरण को यहाँ संक्षेप में बताया जाना चाहिए जिसे ब्रीफ प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है यह एक फैसिबले स्टडी के बराबर है फैसिबले स्टडी जिसे हम पहले देख चुके हैं और जो तीन प्रकार की फिजिबिलिटी हमने अध्ययन की है हम टेक्निकल फिजिबिलिटी फाइनेंसियल फिजिबिलिटी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जान चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण एक फाइनेंसियल फिजिबिलिटी या लागत लाभ एनालिसिस है इसलिए यह प्रोग्राम ब्रीफ है यह फिजिबिलिटी स्टडी के बराबर है यहां फाइनेंसियल असेसमेंट या लागत लाभ एनालिसिस पर जोर दिया गया है उसके बाद एक दस्तावेज हो जिसमें विज़न स्टेटमेंट हो इसलिए प्रत्येक आर्गेनाईजेशन के पास एक विज़न स्टेटमेंट होना चाहिए यह दस्तावेज़ नई क्षमता की व्याख्या करता है जो आर्गेनाईजेशन के पास होगी इसलिए आर्गेनाईजेशन के पास किस तरह की नई क्षमता होगी यह दस्तावेज इस बात की व्याख्या करता है तो एक ब्लू प्रिंट होना चाहिए इसलिए यह दस्तावेज़ नई क्षमता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है इसलिए ताकि संगठन के पास ऐसी नई क्षमता हो जो विज़न स्टेटमेंट में निहित हो जबकि उन परिवर्तनों का पालन किया जाना चाहिए ताकि नई क्षमता प्राप्त करने के लिए यह ब्लू प्रिंट में मौजूद है स्पष्ट रूप से इस अर्थ में वे आर्गेनाईजेशन हैं जिनके पास ब्लू प्रिंट है यह दस्तावेज़ बताता है कि नई क्षमता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या बदलाव करने हैं फिर आइए हम बताएं कि प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ऐड हैं कौन से डॉक्यूमेंट या कौन से डायग्राम या कौन से टूल हैं जिनका इस्तेमाल वे प्रोग्राम मैनेजमेंट की सहायता के लिए कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के बीच एक फिजिकल और टेक्निकल निर्भरता हो सकती है कुछ मामले में प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट हैं लेकिन कुछ मामलों में प्रोजेक्ट्स डिपेंडेंट हैं इसका मतलब है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले आप किसी अन्य प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम दो ऑर्गनिज़तिओन्स को देखते हैं कि उन्हें किन दो ऑर्गनिज़तिओन्स के कंप्यूटर सेक्शन में मेर्गेड करना है मान लीजिए कि यह एक प्रोजेक्ट है जो इन दो ऑर्गनिज़तिओन्स के कंप्यूटर सेक्शन या कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्टर्स को मेर्गेड करने के लिए है तो यह प्रोजेक्ट वहाँ है इसलिए पहले जो दो ऑर्गनिज़तिओन्स हैं वे दो अलग अलग तरीकों से चल रहे हैं जिसे क्या बोलेंगे बिल्डिंग इसलिए चूंकि उन्हें मेर्गेड कर दिया जाएगा फिर इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में माना जा सकता है इसलिए मेर्गेड के बाद मान लीजिए कि उन्हें दूसरी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा फिर आप देख सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट दो ऑर्गनिज़तिओन्स के कंप्यूटर सेक्शंस का मेर्गेड पूरी तरह से नए बिल्डिंग पर निर्भर है नए बिल्डिंग का पूरा होना क्योंकि जब तक नए बिल्डिंग को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जाता है तब तक दोनों ऑर्गनिज़तिओन्स के कंप्यूटर सेक्शंस को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए यहां दो ऑर्गनिज़तिओन्स के दो कंप्यूटर सेक्शंस का मेर्गेड यह एक प्रोजेक्ट है और नए बिल्डिंग का फिनिशिंग एक अन्य प्रोजेक्ट है इसलिए यहां दो ऑर्गनिज़तिओन्स के दो कंप्यूटर सेक्शंस का मेर्गेड दूसरा प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से निर्भर है जो इसे फिनिशिंग या नए बिल्डिंग को पूरा करने में है तो आप इन निर्भरताओं का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं यह फिजिकल या टेक्निकल हो सकता है आप प्रोजेक्ट के बीच निर्भरता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं तो इस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई डायग्राम हैं इसलिए वहाँ पर्टिकुलर डायग्राम है जिसे डिपेंडेंसी डायग्राम कहा जाता है तो इस डिपेंडेंसी डायग्राम का उपयोग विभिन्न प्रोजेक्ट के बीच फिजिकल या टेक्निकल डिपेंडेंसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह डिपेंडेंसी डायग्राम एक्टिविटी नेटवर्क्स की तरह ही है जिसे PERT या CPM के नाम से जाना जाता है इसलिए आपने एक्टिविटी नेटवर्क्स का उपयोग किया होगा इसलिए यह डिपेंडेंसी डायग्राम है कि वे एक्टिविटी नेटवर्क्स के समान हैं अब बेनिफिट्स मैनेजमेंट के बारे में देखने से पहले आइए हम देखें कि बेनिफिट्स क्या है इसलिए प्रत्येक ऑर्गनिज़तिओन्स के बाद वे इस उम्मीद के साथ कुछ निवेश करते हैं कि कुछ वर्षों के बाद उन्हें निवेश पर खर्च किए गए अपने पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ ही कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसलिए जिसे हम बेनिफिट्स कहते हैं बेनिफिट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पहले देख चुके हैं कि वे तंजीबले बेनिफिट्स या इनतंजीबले बेनिफिट्स हो सकते हैं वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है या वे परिवर्तनशील हो सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के लाभ हैं आप जानते हैं कि कुछ लाभ उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है उन्हें आसानी से मापा जा सकता है उन्हें आसानी से परिमाणित किया जा सकता है जबकि इनमें से कुछ लाभों की पहचान नहीं की जा सकती है जिनमें से कुछ लाभों को वे नहीं माप सकते हैं कुछ ऐसे लाभ हैं जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है इसलिए हमें यह जानना होगा कि क्या हम विभिन्न प्रकार के लाभों को जानते हैं और उनमें से किसकी पहचान की जा सकती है उनमें से कौन सी मात्रा निर्धारित की जा सकती है उनमें से किसको मापा जा सकता है तब यह लाभ मैनेजिंग करने में मदद करेगा तो एक आर्गेनाइजेशन यह बेनिफिट मैनेजमेंट प्रदान करता है जो एक ऐसी क्षमता है जो गारंटी नहीं देता है कि बेनिफिट मैनेजमेंट की आवश्यकता के अलावा लाभ प्रदान करेगा सीधे शब्दों में कहें यह बेनिफिट मैनेजमेंट प्रदान करता है यह एक ऐसी क्षमता वाला आर्गेनाइजेशन प्रदान करता है जो गारंटी नहीं देता है कि यह इसके अलावा लाभ प्रदान करेगा यह बेनिफिट मैनेजमेंट की जरूरत है आपको सिर्फ लाभ मिलता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा लाभ प्राप्त कर रहे हैं आपको उन्हें ठीक से मैनेज करने की आवश्यकता है कि उन्हें बेनिफिट मैनेजमेंट की आवश्यकता है इसे प्रोजेक्ट के बाहर होना चाहिए क्योकि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा प्रोजेक्ट कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद कुछ वर्षों में पूरा हो जायेगा इसलिए यह बेनिफिट मैनेजमेंट आम तौर पर प्रोजेक्ट के बाहर संभाला जाता है इसलिए यह प्रोग्राम के स्तर पर किया जाता है हम आर्गेनाइजेशन के लिए लाभ चाहते हैं आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट में से कुछ लाभ दे सकते हैं कुछ लाभ हानि हो सकती है लेकिन एक प्रोग्राम के स्तर पर हमारा उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना होना चाहिए इसीलिए बेनिफिट मैनेजमेंट का संचालन किया जाना है इसे प्रोजेक्ट के बाहर संभालना है जो प्रोग्राम स्तर पर हो सकता है तो ये बेनिफिट मैनेजमेंट क्या है या इस बेनिफिट मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसलिए हमें एक्सपेक्टेड लाभों को परिभाषित करना है जैसे कि हमने प्रोग्राम मैनेजमेंट को देखा है इस बेनिफिट मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए हमें पहले एक्सपेक्टेड लाभों को परिभाषित करना होगा हमें एक्सपेक्टेड लाभों की पहचान करनी होगी हमें उन्हें परिभाषित करना होगा लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कुछ ऐसे फायदे बताए हैं जिन्हें वे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं लेकिन कुछ लाभ जिन्हें आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं फिर हमें लागत और लाभों के बीच संतुलन का एनालिसिस करना होगा इसलिए हमें लागत और लाभों के बीच संतुलन का एनालिसिस करना होगा कि हमने कितना निवेश किया है और लागत कितनी है और हमें कितना लाभ मिल रहा है यहां आपको सभी प्रकार के लाभों पर विचार करना होगा तंजीबले िंतांगीबले फिक्स्ड वेरिएबल और डायरेक्ट इंदिरेक्ट इसलिए हमें सभी लाभों पर विचार करना होगा क्योंकि कुछ मैनेजर्स इन अमूर्त लाभों को ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि वे उन्हें मापने में असमर्थ हैं वे मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं वे लागत लाभ एनालिसिस में ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन यह आवश्यक है कि तंजीबले िंतांगीबले फिक्स्ड वेरिएबल और डायरेक्ट इंदिरेक्ट सहित सभी संभावित प्रकार की लागतों पर विचार किया जाए इसी तरह सभी संभावित लाभ जैसे तंजीबले िंतांगीबले फिक्स्ड वेरिएबल और डायरेक्ट इंदिरेक्ट लाभ निश्चित हैं और बेनिफिट एनालिसिस क्या हैं उन्हें लागत लाभ एनालिसिस के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए फिर आपको इन लागतों और लाभों के बीच संतुलन का एनालिसिस करना होगा फिर अगला कदम प्लान है कि लाभ कैसे प्राप्त किया जाएगा इस बार आर्गेनाईजेशन को इस साल इतना लाभ हुआ है कि उन्हें लाभ मिल गया है फिर उन्हें अगले वर्ष लाभ को अधिकतम करने की योजना बनानी होगी इसलिए उन्हें कुछ प्लान विकसित करने होंगे कैसे लाभ अधिकतम हो सकते हैंलाभ कैसे होगा भविष्य के समय में और अधिक लाभ प्राप्त किए जाएंगे फिर उन अचीवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट करें इसलिए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में शामिल विभिन्न व्यक्ति को उनकी उपलब्धि के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी जाएंगी तो यह प्लान में होना चाहिए इसलिए हमें उनकी उपलब्धि के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट करनी होंगी लाभों की उपलब्धि की निगरानी करना इसलिए जो हमने प्लान बनाये है लाभ प्राप्त करने के लिए तब सिर्फ प्लान बनाना ही पर्याप्त नहीं है फिर हमें उनकी निगरानी करना है नियमित रूप से हमें लाभों की उपलब्धि की निगरानी करनी होगी हमें देखना होगा कि इस वर्ष हमें क्या लक्ष्य रखना है और समय समय पर अंतराल में कहना होगा क्या उपलब्धि है कि क्या हम लक्ष्य के करीब हैं या हम लक्ष्य से पीछे हैं इसलिए यदि आप लक्ष्य से बहुत पीछे हैं क्या सावधानी बरतें हमें किन रेमेडियल एक्शन्स को करना चाहिए ताकि हमें अपना लक्ष्य लाभ प्राप्त हो इसलिए हमें लाभों की उपलब्धि की निगरानी और नियंत्रण करना होगा इसलिए मैं यह कैसे कर सकता हूं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमें इस लाभ की उपलब्धि की निगरानी करनी होगी हम लाभों की उपलब्धियों की निगरानी कैसे कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हम देसिग्नेटेड टाइम में प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं क्यों देरी हो रही है इसलिए हम प्रसौतिओनर्य कदम उठा सकते हैं ताकि इस देरी से बचा जा सके हम और अधिक सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं देरी से बचने के लिए है हम प्रोडक्ट की अधिक संख्या बेच सकते हैं तो यह अधिक लाभ लाएगा इसलिए हमें नियमित रूप से लाभ की उपलब्धि की निगरानी करनी चाहिए अगर हम कुछ पिछड़ रहे हैं तो हमें रेमेडियल एक्शन्स करनी चाहिए ताकि हम टार्गेटेड बेनिफिट्स के करीब हो सकें तो अब देखते हैं कि किसी आर्गेनाइजेशन या किसी प्रोजेक्ट के लिए संभावित लाभ क्या हो सकते हैं तो इन लाभों में मंदतोर्य रेक्विरेमेंट शामिल हो सकती है किस प्रकार की रेक्विरेमेंट हैं ताकि आपको लाभ मिल सके तो मंदतोर्य रेक्विरेमेंट की सर्विसेज की गुणवत्ता में सुधार होगा तो इसे QoS कहा जाता है इसलिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली रूप से लाभ आएगा उदाहरण में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि सर्विसेज प्रदान करने में बहुत देरी हो रही है यदि आप प्रोडक्ट का उत्पादन करने में बहुत देरी कर रहे हैं जाहिर है अंत उपयोगकर्ता असंतुष्ट होगा और हम जानते हैं कि ग्राहकों का असंतोष लाभ नहीं देगा संतोषजनक ग्राहक भले ही यह कितना तांगीबले लाभ है आर्गेनाईजेशन को क्या प्रतिष्ठा मिलती है इससे हमें अधिक लाभ मिल सकता है इसलिए हमें सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कैसे कम समय में हम अधिक संख्या में प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं यह कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है जिसे हम देख सकते हैं कम समय के साथ आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम विभिन्न अप्प्रोचेस का उपयोग कर सकते हैं हम कुछ ऑटोमेटेड टूल्स या कुछ अन्य चीजों का उपयोग करेंगे किसी निश्चित अवधि में प्रोडक्ट की अधिक संख्या कैसे बड़ा सकते है अधिक प्रेरित कार्यबल और कैसे हम लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं इसलिए अधिक प्रेरित कार्यबल हम लाभ में भी लाएंगे और अधिक प्रेरित कार्य बल इस आर्गेनाईजेशन के लिए भी लाभ लाएंगे और इसी तरह आर्गेनाईजेशन के बीच इंटरनल मैनेजमेंट बेनिफिट कैसे जागरूकता पैदा कर सकते हैं कैसे और बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हमें अधिक लाभ मिल सके इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप कुछ पुरस्कार देकर कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करेंगे करना वगैरह उन्हें कुछ स्कीम प्रदान करना वगैरह इसे हम आंतरिक रूप से मैनेज कर सकते हैं कि कर्मचारियों को क्या लाभ हो सकता हैं क्या बेहतर और विभिन्न प्रकार के लाभों से प्रेरित है वे मैनेजमेंट के लिए उन्हें उचित तरीके से संभाला जाना चाहिए उदाहरण के लिए देखें हम अब मान रहे हैं कि बिक्री की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना है और अब अगर हम बिक्री की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि बिक्री हो रही है और अब अधिक संख्या में बिक्री पाने के लिए यदि आप कुछ कर्मचारियों को ओवरटाइम जॉब करने के लिए लगाएंगे तो समय आ जाएगा कि अधिक बिक्री होने के कारण लाभ यह हो सकता है कि यह उस राशि से कम है जो ओवरटाइम में कर्मचारियों को भुगतान करनी है तो वह लाभ नहीं माना जाएगा बल्कि वह लाभ होगा इसलिए हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए इस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे लाभों को प्रभावित किया जा सके तो इसी तरह रिस्क में कमी के कारण अन्य लाभ क्या हो सकते हैं हमने पहले ही विभिन्न प्रकार के रिस्क्स को देखा है जैसे कि बिज़नेस रिस्क्स और प्रोजेक्ट रिस्क्स इसलिए हमारा उद्देश्य रिस्क्स की संख्या को कम करना है बेशक जहां अधिक रिस्क्स है वहाँ अधिक लाभ है लेकिन रिस्क्स को संभालना अधिक महत्वपूर्ण होगा इसलिए हम रिस्क्स की संख्या को कम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिस्क्स की संख्या को कम किया जा सकता है ताकि अंततः लाभ में सुधार हो सके इसी तरह हमें इकोनोमिकल स्टेटस के बारे में देखना चाहिए जो कि आर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति है इसे कैसे सुधार किया जा सकता है तो अगर इकोनोमिकल स्टेटस में सुधार हुआ है और जाहिर है लाभ आर्गेनाइजेशन को मिलेगा फिर रेवेनुए एनहांसमेंट और अक्सेलरेशंस आपको क्या कदम उठाने चाहिए क्योंकि रेवेनुए एनहांसमेंट को लाभ के रूप में भी देखा जाता है रेवेनुए एनहांसमेंट के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए इसलिए यदि वे सख्ती से पालन करेंगे तो स्वतः ही रेवेनुए एनहांसमेंट होगा अक्सेलरेशन इसी तरह स्ट्रेटेजिक फील्ड फिट तो आपको विशेष रूप से लाभ को अधिकतम करने के लिए स्ट्रेटेजीज में सुधार करना होगा तो ये स्ट्रेटेजीज जरूरतें या आर्गेनाइजेशन स्तर हैं फिर स्ट्रेटेजीज स्तर को देखना चाहिए क्या स्ट्रेटेजीज तकनीक या स्ट्रेटेजीज क्रियाएं प्रोजेक्ट्स स्तर हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना है तो लाभ प्रोजेक्ट्स के लिए या प्रोग्राम के लिए या आर्गेनाइजेशन के लिए अधिकतम किया जाएगा तो अगला हम लाभों को क्वांटिफ्यिंग करने के बारे में देखेंगे हम लाभों को कैसे क्वांटिफ्य कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ लाभ हैं जिन्हें क्वान्टिफिएड और वैल्यूड किया जा सकता है उदाहरण के लिए y डॉलर की बचत करने वाले x कर्मचारियों के कहना है की हमारे पास एक्सिस्टिंग सिस्टम मैनुअल था ऑटोमॅटिंग के कारण हमने 10 कर्मचारी कम कर दिए हैं जिससे हमने 200 डॉलर की बचत की है तो यह आसानी से क्वान्टिफिएड और वैल्यूड हो सकता है कुछ लाभ उन्हें निर्धारित किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया जा सकता है उदाहरण के लिए ग्राहकों की शिकायतों में कमी हमारे पास पहले से है जब मैनुअल था और अब हमने इसे ऑटोमेटेड बना दिया है इसलिए ग्राहक शिकायत करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं जो इसे सफलतापूर्वक कम किया है इसलिए हम इसे आसानी से क्वान्टिफिएड कर सकते हैं लेकिन मूल्य जो हमें लाभ या लाभ के रूप में मिलेगा यह मूल्यवान नहीं हो सकता इसी तरह कुछ लाभों की पहचान की जा सकती है लेकिन उन्हें आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है उदाहरण के लिए इलाके में एक आर्गेनाईजेशन के लिए पब्लिक अप्रूवल है यह मान लेना सबसे अच्छा है कि आप इन मोबाइल उद्योगों को लेते हैं इसलिए वे आपके क्षेत्र में एक टावर लगाना चाहते हैं इसके लिए उन्हें लोकल अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी तो अगर आपको अप्रूवल मिलेगा तो वे एक टावर लगा सकते हैं जाहिर है वे वही हैं जो मोबाइल फोन पर होंगे या हां उनके मोबाइल सिम वे अधिक बेचा जाएगा और जाहिर है उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा इसलिए इस तरह के लाभों को मोबाइल उद्योग के लिए एक पब्लिक अप्रूवल में शायद एक टॉवर स्थापित करना है अगर उन्हें अप्रूवल मिल जाती है तो वे एक टावर स्थापित कर सकते हैं और वे अपने मोबाइल सिम की अधिक संख्या बेच सकते हैं और इसलिए उनका लाभ अधिक होगा इसलिए इस प्रकार इन प्रकार के लाभों की पहचान की जा सकती है लेकिन इन्हें आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसलिए इस कक्षा में हमने चर्चा की है कि एक प्रोग्राम क्या है और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम मैनेजमेंट के कुछ विवरणों के बारे में हमने यह भी देखा है कि क्या लाभ है विभिन्न प्रकार के लाभ क्या हैं और लाभों को मैनेज कैसे किया जा सकता है तो ये रेफरेन्सेस हैं ज्यादातर चीजें हमने रेफरेन्सेस संख्या 1 ली हैं केवल विभिन्न प्रकार की लागत और लाभ हम रेफरेन्सेस संख्या 2 पर देख सकते हैं